पिछले दो व्याख्यानों के माध्यम से सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की मूल अवधारणाएं को समझने के बाद अब हम यह देखने जा रहे हैं कि इस विशेष पाठ्यक्रम की विषय इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स के संदर्भ में SDN का उपयोग कैसे किया जा सकता है और जैसा कि हम देखेंगे कि बहुत सारे अवसर हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को एसडीटी तकनीक की मदद से IoT की मदद से संबोधित किया जा सकता है तो आइए देखें कि IoT को कुशल बनाने के लिए SDN को किस तरह से लागू किया जा सकता है इसलिए यदि हम IoT आर्किटेक्चर को देखें तो हमने पहले के व्याख्यानों में IoT आर्किटेक्चर को अलग अलग तरीकों से देखा है तो आइए अब हम एक अलग नजरिए से देखें इसलिए हमारे पास जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि रेफरेन्स मॉडल में अलग अलग परतें हैं जो वाल फोरम रेफरेन्स मॉडल से ली गई हैं और हमारे पास अलग अलग परतें हैं उदाहरण के लिए भौतिक उपकरण और कंट्रोलर कनेक्टिविटी ऐज कंप्यूटिंग डाटा एकम्यूलेशन data accumulation डाटा एब्स्ट्रेक्शन एप्लीकेशन कोलब्रेशन और प्रोसेस और दाहिने हाथ की तरफ का फिगर IoT के एक अलग दृष्टिकोण को एकसाथ अलग दृष्टिकोण से दिखाता है कि IoT कैसे काम करता है इसलिए हमारे पास IoT नेटवर्कों का यह खंडित विभाजन है जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट अवेयर टियर है हमारे पास नेटवर्क टियर है और हमारे पास एप्लीकेशन टियर है और इन टियर में से प्रत्येक के अनुरूप ये अलग अलग मॉड्यूल सभी को बिना दिए यहां दिए गए हैं इसलिए हमें इसके बारे में और अधिक विस्तार से और IoT की इस विशेष पृष्ठभूमि के साथ समझने की आवश्यकता नहीं है आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि SDN IoT से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं तो आप जानते हैं कि SDN का एकीकरण IoT को है तो SDN का एकीकरण करके IoT एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूलभूत समस्या है जिसे हल किया जा सकता है यह एक SDN कार्यान्वित IoT नेटवर्क में लागू करने के लिए किया जाने वाला बुद्धिमान रूटिंग निर्णय हो सकता है दूसरी बात यह है कि सूचना संग्रह विश्लेषण निर्णय लेने से इन सभी को IoT में SDN के एकीकरण के माध्यम से सरल बनाया जा सकता है तीसरा नेटवर्क संसाधनों की दृश्यता है नेटवर्क प्रबंधन उपयोगकर्ता डिवाइस एप्लीकेशन स्पेसिफिक आवश्यकताओं के आधार पर सरलीकृत किया जाता है तो नेटवर्क संसाधनों की यह दृश्यता और इन मानदंडों के संबंध में सरलीकरण इन पहलुओं को IoT में SDN के संकेत की सहायता से किया जा सकता है और अंतिम एक इंटेलीजेंट ट्रैफिक पैटर्न विश्लेषण और समन्वित निर्णय है और मुझे इस पर आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह काफी आत्म व्याख्यात्मक इंटेलीजेंट ट्रैफिक पैटर्न विश्लेषण और समन्वित निर्णय नियंत्रक के माध्यम से सही है तो हम पहले से ही जानते हैं कि एक नियंत्रक का मतलब क्या है और यह क्या करता है तो इन सभी चीजों को SDN की मदद से किया जा सकता है तो जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है इंटेलिजेंस आप जानते हैं कि अधिक इंटेलिजेंस नेटवर्क में साबित होता है और SDN तकनीक की मदद से नेटवर्क की एफिशिएंसी में सुधार करता है तो IoT भी इन फायदों से लाभान्वित हो सकते हैं अब यदि हम इस विशेष आकृति को अपने सामने देखते हैं तो हमारे पास विभिन्न उप नेटवर्कों में IoT डिवाइस हैं हो सकता है और ये डिवाइस मोबाइल एक्सिस या फिक्स्ड ऐक्सिस चैनल के माध्यम से इन उपकरणों के डेटा को प्राप्त कर सकें और इन्हें डेटा एग्रीगेटर को प्रेषित किया जा सके यहां ये सभी डेटा एकत्रीकरण इन अलग अलग IoT उपकरणों से प्राप्त डेटा के लिए किए जाने वाले हैं और फिर यह एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से होकर गुजरता है और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से अलग अलग गेटवे पर जाता है और इसके इस्तेमाल से पैकेट सेग्रीगेशन होने वाला है तो यह मूल रूप से एक IoT नेटवर्क का सरलीकृत दृश्य है अब क्या होता है जब हम SDN को एकीकृत करना चाहते हैं जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं हम SDN नियंत्रक का उपयोग करने जा रहे हैं तो SDN नियंत्रक क्या करने जा रहा है यह इन विभिन्न चीजों में से प्रत्येक को अलग अलग पहलुओं को नियंत्रित करने जा रहा है और यह भी है कि आप जानते हैं कि यह अलग अलग प्रोटोकॉल के बीच ऑर्केस्ट्रेशन को बेहतर बनाने जा रहा है जो इस नेटवर्क में चल रहे हैं वगैरह वगैरह और कुल मिलाकर इसके पीछे जो सर्विस लॉजिक है उसमें सुधार करना है इसलिए इसमें सुधार किया जा रहा है अब SDN के साथ SDN के कार्यान्वयन के साथ इन n उपकरणों IoT उपकरणों का नियंत्रण जिसमें सेंसर्स एक्ट्यूएटर्स RF id टैग और कोई अन्य IoT डिवाइस शामिल हैं तो आप जानते हैं कि केंद्रीकृत नियंत्रण संभव है तब यहां हम देख सकते हैं कि यह भाग नियम प्लेसमेंट का ध्यान रख सकता है क्योंकि हमारे पास इन उपकरणों का उपयोग नियम प्लेसमेंट पर है जबकि गतिशीलता वगैरह और एन उपकरणों की विविधता जैसे मुद्दों पर विचार करते हैं इसे यहां लागू किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और फ्लो वर्गीकरण में रूल प्लेसमेंट और ट्रैफिक इंजीनियरिंग और बैकबोन नेटवर्कों का ध्यान रखा जा सकता है और डेटा सेंटर नेटवर्कों पर संवर्धित सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है तो हम अपने गियर को वापस स्विच करते हैं और IoT के मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक को देखते हैं जो सेंसर नेटवर्क है इसलिए सेंसर नेटवर्क के काम करने के पीछे एक चुनौती यह है कि इनमें से प्रत्येक सेंसर नोड्स की वास्तविक समय प्रोग्रामिंग आमतौर पर संभव नहीं है यह संभव नहीं है आप जानते हैं कि आप नहीं जा सकते हैं और आप प्रोग्राम सेंसर को जानते हैं जैसे कि आप इसे जानते हैं सेंसर नोड्स को प्रोग्राम करना संभव है लेकिन आप जानते हैं कि इन सेंसर नोड्स की वास्तविक समय प्रोग्रामिंग संभव नहीं है फिर ये सेंसर नोड्स और इन संबंधित नेटवर्कों के पास वे विक्रेता विशिष्ट आर्किटेक्चर का पालन करते हैं इनमें से प्रत्येक नोड्स जो विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बनाए जाते हैं उनके पास अपने स्वयं के अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं अलग अलग परतों को लागू किया जाता है कोई एक मानक नहीं है तो अब उनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के विक्रेता विशिष्ट आर्किटेक्चर को लागू करते हैं ये नोड्स संसाधन के लिए विवश हैं तो आप जानते हैं कि जिन भारी कम्प्यूटेशन की आवश्यकता होती है उनमें से प्रत्येक को इन नोड्स पर नहीं किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त मेमोरी सीमित होने के संबंध में रिसोर्स लिमिटेशन है इसलिए हम इन नेटवर्कों में बहुत अधिक नियंत्रण प्रोग्राम नहीं डाल सकते हैं तो ये चुनौतियां मूल रूप से हमें अवसर भी देती हैं जैसे हम सेंसर नोड्स को वास्तविक समय में प्रोग्राम कर सकते हैं हम अग्रेषण पथ को बदल सकते हैं हम एक सेंसर नेटवर्क में विभिन्न सेंसर नोड्स को एकीकृत कर सकते हैं इसलिए हमारे पास अलग अलग समाधान हैं जो इन चुनौतियों और अवसरों की देखभाल करने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं जो अपेक्षाकृत हाल के कार्यों में से एक है जो हाल ही में किए गए कार्यों में से एक है जो 2012 में IEEE संचार पत्र में प्रकाशित किया गया था जो सेंसर ओपन फ्लो प्रोटोकॉल है तो सेंसर ओपन फ्लो प्रोटोकॉल दो अलग अलग तरीकों से अग्रेषण का ध्यान रखता है एक वैल्यू सेंट्रिक डाटा अग्रेषण है दूसरा एक ID सेंट्रिक डाटा अग्रेषण वैल्यू सेंट्रिक है उदाहरण के लिए यदि सेंसर डेटा एक निश्चित सीमा मूल्य से अधिक है तो डेटा को दूसरे तरीके से अग्रेषित किया जा रहा है दूसरा तरीका ID सेंट्रिक डाटा अग्रेषण को अपनाना है उदाहरण के लिए डेटा को स्रोत नोड की आईडी के आधार पर अग्रेषित किया जाएगा यदि यह एक विशेष स्रोत नोड से कुछ आईडी के साथ आ रहा है तो यह आगे भेजा जाएगा अन्यथा नहीं तो इस तरह की विधि का रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन अभी तक उपलब्ध नहीं है यह इन विशेष समाधानों बेरा एट अल की सीमाओं में से एक है इसका मतलब है हमारे समूह में यह एक समूह जिसे हमने सॉफ्ट WSNप्रोटोकॉल का प्रस्ताव दिया है और यह 2016 में IEEE सिस्टम जर्नल में प्रकाशित हुआ था यहां हमने विभिन्न घटक समाधानों को अपनाया है तो हमारे पास सेंसर डिवाइस प्रबंधन है जिसमें सेंसर मैनेजमेंट डिले मैनेजमेंट और सक्रिय स्लीप मैनेजमेंट शामिल हैं मैं विस्तार से इनके माध्यम से नहीं जा रहा हूं लेकिन यह उपलब्ध है और स्लाइड में आपके लिए उपलब्ध है और आगे के विवरण के लिए यह IEEE सिस्टम जर्नल पेपर में उपलब्ध है तो यह एक प्रमुख घटक सेंसर डिवाइस प्रबंधन है और दूसरा टॉपोलॉजी प्रबंधन है इसलिए टोपोलॉजी प्रबंधन मूल रूप से आप जानते हैं कि उनके विशिष्ट नोड्स से डेटा को अग्रेषित करने के लिए नोड विशिष्ट प्रबंधन का ध्यान रखा जाता है और हमारे पास पिछले लो एट अल के पेपर लो एट अल के काम की तुलना है जो 2016 में IEEE संचार पत्र में प्रकाशित हुआ था यहां हमने प्रायोगिक परिणाम दिखाए हैं जिन्हें आप जानते हैं कि हमने वास्तव में रियल लाइफ एक्सपेरिमेंटेशन किया है इसलिए हमारे पास इस पत्र में हमने प्रयोगात्मक परिणाम दिखाए हैं जो बताते हैं कि पारंपरिक WSN पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड WSN का उपयोग करके नेटवर्क प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा सकता है इसलिए उदाहरण के लिए मैं पैकेट के वितरण अनुपात के संबंध में उस विशेष पेपर से लिए गए कुछ परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा तो यह सॉफ्ट WSN का उपयोग करके पैकेट वितरण अनुपात है इसका मतलब है कि प्रस्तावित समाधान और नियमित WSN जहां कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं होता है तो यह एक युग्मित मूल बुनियादी प्रोटोकॉल है जो मौजूद है इसलिए यहां वह कारण है जो वास्तव में हमने देखा है और हम सॉफ्ट WSN का उपयोग करके बहुत बेहतर पैकेट वितरण अनुपात देखने में सक्षम हैं तो जो हम देखते हैं वह पारंपरिक WSN की तुलना में सॉफ्ट WSN का उपयोग करके नेटवर्क में पैकेट वितरण अनुपात बढ़ता है यहां यह प्लॉट उन डेटा पैकेटों की संख्या दर्शाता है जो आगे भेजे गए हैं और जैसा कि हम यहां देख सकते हैं सॉफ्ट WSN में फॉरवर्ड किए जाने वाले डेटा पैकेटों की संख्या रेगुलर WSN में पैकेटों की संख्या की तुलना में बहुत कम है तो डेटा पैकेट का मतलब होता है रेप्लिकेटेड डेटा पैकेट इसलिए मुझे इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि यहां कितनी संख्या में रेप्लिकेटेड डेटा पैकेट हैं इसलिए रेप्लिकेटेड डेटा पैकेट नियमित डेटा पैकेटों की संख्या नहीं है लेकिन रेप्लिकेटेड डेटा का मतलब है कि यह सॉफ्ट WSN मूल रूप से पारंपरिक WSN पर डेटा पैकेटों की रेप्लिकेशन्स की संख्या को कम करता है तीसरा परिणाम मूल रूप से नियंत्रण पैकेटों की संख्या को दर्शाता है नेटवर्क में नियंत्रण पैकेटों की अग्रेषित संख्या इस प्रस्तावित प्रोटोकॉल सॉफ्ट WSN प्रोटोकॉल का उपयोग करके अधिक है इसका मतलब है कि पारंपरिक WSN की जगह हमारा प्रोटोकॉल इस वजह से है कि नेटवर्क में संदेशों के पैकेट कम हैं हर बार एक नोड को एक नया पैकेट प्राप्त होता है यह नियंत्रक से पर्याप्त अग्रेषण तर्क प्राप्त करने के लिए कहता है और इसीलिए नियंत्रण संदेशों की संख्या नेटवर्क में कम हो जाती है अन्य समाधान जिसने SDN को सेंसर नेटवर्क में एकीकृत किया है वह SDN WISE है और इसे 2015 में IEEE INFOCOM सम्मेलन में प्रकाशित किया गया था तो यहाँ यह एक SDN है जिसे आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर ने कुछ WSN प्लेटफॉर्म को डिफाइंड किया है SDN क्यों मूल रूप से एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड WSN सेंसर नेटवर्क प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव है जहां नियम प्लेसमेंट के लिए फ्लो टेबल सेंसर नोड्स पर उपलब्ध है यह डिज़ाइन किया गया था कि फ्लो टेबल कैसा दिख रहा है और SDN WISE में वास्तविक समय में नोड्स को प्रोग्राम करने के लिए API के माध्यम से किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जा सकता है बहुत संक्षेप में मैं आपको योजनाबद्ध दिखाना चाहता हूं कि SDN WISE कैसे काम करता है मैं नहीं चाहता कि आप इस समाधान के बारे में विस्तार से चर्चा करें लेकिन मैं आपको SDN WISE की समग्र आर्किटेक्चर दिखाना चाहता था इसलिए हमारे पास जो सेंसर नोड्स हैं हमारे पास सिंक है और हमारे पास उत्सर्जित नोड्स हैं और इसलिए जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास सिंक में हमारे पास वास्तविक सिंक और उनके सिम्युलेटेड सिंक हैं और ये अलग अलग परतें हैं जो आगे की परत हैं यहां और अलग अलग अन्य नियमित परतें हैं और वे एक दूसरे से कैसे बात करते हैं तो यह हिस्सा उत्सर्जित हिस्सा है और यह हिस्सा वास्तविक हिस्सा है और यह सिंक मूल रूप से दोनों घटकों के वास्तविक सिंक के साथ साथ सिम्युलेटेड सिंक भी है तो ये सेंसर नोड्स मूल रूप से वे 802154 प्रोटोकॉल चलाते हैं अपने काम में SDN WISE एक माइक्रोकंट्रोलर यूनिट है और एक 802154 स्टैक है जिसके शीर्ष पर SDN WISE मूल रूप से सही कार्य करता है और फिर हमारे पास INPP है जो नेटवर्क पैकेट प्रगति प्रसंस्करण परत में है इसलिए सारांश में हमने देखा है कि IoT नेटवर्क वायरलेस सेंसर नोड्स को प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए SDN कैसे उपयोगी है और SDN आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग करके नेटवर्क को नियंत्रित किया जा सकता है पारंपरिक सेंसर नेटवर्क दृष्टिकोणों पर SDN आधारित दृष्टिकोणों का उपयोग करके नेटवर्क प्रदर्शन में काफी सुधार किया जा सकता है और हमने यह भी देखा है कि अलग अलग प्रोटोकॉल हैं नवीनतम जो हमने देखा है वह SDN WISE है जिसे हमने उस सॉफ्ट WSN प्रोटोकॉल पर भी देखा है जो वास्तव में हमारे द्वारा प्रस्तावित था और हमने वास्तविक हार्डवेयर वास्तविक IoT हार्डवेयर वास्तविक सेंसर नेटवर्क हार्डवेयर के साथ प्रयोग किया था और इससे पहले कि वहाँ एक और समाधान था जिसे लो एट अल द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 2012 में IEEE संचार पत्र में प्रकाशित किया गया था तो मूल रूप से ये तीन मुख्य प्रोटोकॉल हैं जो वर्तमान में उपलब्ध हैं कुछ अन्य समाधान भी हैं जो उपलब्ध भी हो सकते हैं लेकिन ये प्रमुख हैं तो यह मूल रूप से सेंसर नेटवर्क के लिए SDN के कार्यान्वयन के संबंध में कला की स्थिति है व्याख्यान के अगले भाग में हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि मोबाइल उपकरणों जैसे IoT डिवाइस SDN के उपयोग को कैसे कुशल बना सकते हैं इसके साथ ही हमारा समाप्त हो जाता है